नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछले कक्षा में हमने सदिश कैलकुलस के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो कि सेरिट फ्रेंनेट सूत्र है के विषयों के बारे में चर्चा की जो कि असल में नॉर्मल के डेरिवेटिव और बाय नॉरमल को स्पर्श नॉर्मल बायनॉर्मल वक्रता और टार्शनके साथ जोड़ता है तो हमने वह सूत्र ज्ञात किया और आज हम कुछ उदाहरणों के साथ उसी सूत्र को जारी रखेंगे और हम तीन अलग अलग तल देखेंगे जहां पर असल में तीन सदिश मौजूद थे जैसे कि हम पिछली कक्षा में से जानते हैं कि स्पर्श सदिश नॉर्मल और बायनॉर्मल यह सब दाहिनी हाथ की पेंच प्रणाली बनाते हैं तो इनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनमें से प्रत्येक अपने संबंधित तलों में अपने एक तल पर मौजूद होगा जो कि बाकी के दोनों तलों पर परपेंडिकुलर हैं जहां पर बाकी के दोनों सदिश मौजूद हैं और फिर हम इन तल की समीकरण लिखेंगे और फिर हम इन पर कुछ उदाहरण करेंगे तो आइए मुझे शुरू कर लेने दीजिए हमारे पास सेरिट फ्रेंनेट सूत्र कुछ इस प्रकार है𝑑𝑡 𝑑𝑠 𝜅𝑛 𝑑𝑏 𝑑𝑠 −𝜁𝑛 𝑑𝑛 𝑑𝑠 −𝜅𝑡 𝜁𝑏 जहां पर t b और n यूनिट स्पर्श सदिश यूनिट बाय नॉर्मल और यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है तो मूल रूप से हमारे पास क्या है सबसे पहले हमारे पास स्पर्श रेखा है तोहमारे पास यूनिट स्पर्श सदिश या स्पर्श रेखा अब इससे आगे हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल या यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और तीसरी चीज जो हमारे पास है वह है बाय नॉर्मल तो यह हमारे पास 3 सदिश है जो कि आपस में एक समीकरण के द्वारा जुड़े हुए हैं अबयह कुछ ट्राईहैडरल प्रणाली या दाहिनी हाथ की पेंच प्रणालीबनाते हैं तो यह तीनों सदिश निश्चित रूप से तीन अलग अलग तलों पर मौजूद है जो कि आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो इन तीनों तलों के अपने अपने नाम है और उनके नाम कुछ इस प्रकार है इनमें से पहला है तो इसलिए वह तीन तल जो आपस में परपेंडिकुलर है और जिन पर ऊपर दिए गए सदिश मौजूद हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑस्कुलेटिंग तलदूसरा नॉर्मल तल और तीसरारेक्टिफाइंग तल ज्ञात कीजिए तोमूल रूप से नॉर्मल तल मे नॉर्मल सदिश शामिल है जो की स्पर्श रेखा और बायनॉर्मल पर परपेंडिकुलर हैऑस्कुलेटिंग प्लेन मे मूल रूप से आपका बाय नॉर्मल को शामिल होगा और यह 𝑡̂ और 𝑛̂ पर परपेंडिकुलर होगा और रेक्टिफाइंग तल मे स्पर्श शामिल होगा माफ करना यहां पर c लापता है तो रेक्टिफाइंग तल मे स्पर्श सदिश शामिल होगा और यह b और n पर परपेंडिकुलर होगा तो अगर हम एक चित्र बनाना चाहते हैं तो वह चित्र कुछ इस प्रकार से होगा तो मुझे इसे कुछ शब्दों में लिख लेने दीजिए ताकि मैं चीजों को और साफ बना सके तो हमारा ऑस्किलेटिंग तल से क्या अभिप्राय है तो हमारी पहली व्याख्या है ऑस्किलेटिंग तल किसी वक्र के बिंदु P पर एक ऐसा तल है जो की बिंदु P पर स्पर्श और प्रिंसिपल नॉर्मल को अपने में शामिल किए हुए हैं तो मूल रूप से यह बिंदु P पर प्रिंसिपल नॉर्मल और स्पर्श को शामिल किए हुए होगा तो ऑस्कुलेटिंग तल की व्याख्या कुछ इस प्रकार है तो मूल रूप से यह स्पर्श और नॉर्मल को शामिल किए हुए होगा और इसलिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन असल में बाय नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगा तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की व्याख्या कुछ इस प्रकार है तो यह असल में अपने में यह दो सदिश 𝑡̂ और 𝑛̂ को शामिल किए हुए होगा और यह असल में बाय नॉर्मल पर परपेंडिकुलर हैं तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन बाय नॉर्मल पर परपेंडिकुलर हैफिर भी यह स्पर्श और प्रिंसिपल नॉर्मल को अपने में शामिल किए हुए होगा तोअब ऑस्किलेटिंग प्लेन की समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑏̂ 0 जहां पर 𝑅⃗ किसी भी बिंदु का तल पर एक स्थान सदिश है और 𝑟⃗ वक्र के किसी भी निर्दिष्ट बिंदु P पर एक स्थान सदिश है तो𝑟⃗ ऑस्किलेटिंग प्लेन के किसी भी बिंदु पर एक स्थान सदिश है और मूल रूप से 𝑟⃗ किसी भी बिंदु P का एक स्थान सदिश है जहां पर हम ऑस्किलेटिंग प्लेन को ज्ञात कर रहे हैं तोयह ऑस्किलेटिंग प्लेन बाय नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगा और यह 𝑡̂ और 𝑛̂ को शामिल किए हुए होगा तो अगर यह 𝑡̂ और 𝑛̂ को शामिल किए हुए हैं इसका मतलब यह जाहिर है के यह ̂𝑏 पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि 𝑡̂ और 𝑛̂ आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो अगर सदिश इसमें शामिल है तो मान लीजिए अगर आपके पास तीन डाइमेंशनल ज्योमेट्री जैसा कुछ है और मान लीजिए यह मेरा 𝑡̂ है यह 𝑛̂ है और यह मेरा 𝑏̂ है तो अगर सदिश 𝑡̂ और 𝑛̂ दोनों को शामिल किए हुए है तो फिर उस मामले मेंजाहिर है कि यह 𝑏̂ पर परपेंडिकुलर होगा और अगर सदिश 𝑛̂ और 𝑏̂ को शामिल किए हुए है तो यह 𝑡̂ पर परपेंडिकुलरperpendicular0 होगा और अगर कोई सदिश 𝑏̂ और 𝑡̂ को शामिल किए हुए हैं तो फिर यह 𝑛̂ पर परपेंडिकुलर होगा तो अब हम नॉर्मल तल की व्याख्या करेंगे तो हमारी दूसरी व्याख्या नॉर्मल तल की है तो नॉर्मल तल P मे से एक ऐसा तल है जो की स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह 𝑏̂ और 𝑛̂ को शामिल किए हुए होगा तो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर का मतलब है कि यह बिंदु P पर नॉर्मल और बाय नॉर्मल को शामिल किए हुए होगा तो𝑅⃗ नॉर्मल तल की समीकरण है तो 𝑅⃗ कोई भी स्वेच्छित बिंदु है नॉर्मल तल 𝑅⃗ − 𝑟⃗𝑡̂ 0 पर तो 𝑟⃗ बिंदु P का स्थान सदिश है जहां पर हम नॉर्मल तल की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे कि यह स्पर्श पर परपेंडिकुलर है तो हम 𝑡̂ को 0 के बराबर लिखेंगे तो यह नॉर्मल तल की हमारी मनचाही समीकरण है और तीसरा है रेक्टिफाइंग प्लेन तो रेक्टिफाइंग प्लेन P में से एक ऐसा तल है जो नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है यह अपने अंदर कौन सी रेखाओं या कौन से सदिश शामिल किए हुए हैं तो यह 𝑡̂ और 𝑏̂ को शामिल किए हुए होगा तो यह 𝑡̂ और 𝑏̂ को शामिल किए हुए होगा और इसकी समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑛̂ 0 तो𝑅⃗ रेक्टिफाइंग प्लेन पर कोई भी स्वेच्छित बिंदु है और and 𝑟⃗ बिंदु P का एक स्थान सदिश है और जैसे कि यह नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी तो पीछे जाते हुए यह हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण होगी यह नॉर्मल तल की समीकरण होगी और यह रेक्टिफाइंग प्लेन की समीकरण तो अगर आपके पास वक्र की एक समीकरण दी गई है 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 रूप में और अगर आप इन तलों को ज्ञात करना चाहते हैं मान लीजिए बिंदु 𝑡 𝑎 पर उस मामले में हमें स्पर्श बाय नॉर्मल और नॉर्मल को ज्ञात करना होगा और उन्हीं पर आधारितहम इन प्लेन के समीकरणों को ज्ञात करने में सफल रहेंगे तो हम एक या दो उदाहरणों पर काम करेंगे जहां पर हम इन तलों को ज्ञात कर रहे हैं और बेशक आप इन समीकरणों को कार्तिजीयन निर्देशक के रूप में लिखने में सक्षम रहेंगे तो 𝑡̂ कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 𝑋 𝑌 𝑍 − 𝑥 𝑦 𝑧 और अगर आपके पास 𝑡̂ दिए गए के बराबर है तब उस मामले में आप 𝑥 𝑦 𝑧 को ज्ञात करने में सक्षम रहेंगे और फिर आप 𝑡̂ के साथ कार्तिजीयन निर्देशांक प्रणाली मे डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर वह आपको कार्तिजीयन रूप में आपको मनचाही समीकरण देगा तोहम देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं तो मुझे कुछ उदाहरणों को करवाने के लिए अपने भाषण के नोट्स देख लेने दीजिए तो मेरे पास यहां पर एक उदाहरण है तो मैं उसी उदाहरण के साथ शुरू करुंगा जो हमने कल की थी तो ऑस्किलेटिंग प्लेन नॉर्मल प्लेन और तीसरा रेक्टिफाईग प्लेन की बिंदु 𝑡 1 पर समीकरण ज्ञात कीजिए वक्र 𝑥 2𝑡 𝑦 𝑡 2 𝑧 1 3 𝑡 3 के लिए तो यहां पर हमें समीकरण दी गई है x बराबर है y औरz t के किसी फंक्शन के बराबर है और हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन को ज्ञात करना होगा और बेशक 𝑡 1 के लिए बिंदु P यहां पर दिया गया है तो बिंदु P जोकि 𝑡 1 पर ज्ञात किया जा सकता है हमें उन सभी तलों की समीकरण को ज्ञात करना होगा तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले वक्र की समीकरण को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 𝑥𝑡𝑖̂ 𝑦𝑡𝑗̂ 𝑧𝑡𝑘̂ या मैं यहां त्रिक के रूप में लिख सकता हूं तोस्पर्श के लिए मेरे पास यहां पर 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 है क्योंकि अगर हमारे पास 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 है तो फिर मूल रूप से यह एक स्पर्श सदिश है और फिर आप उसे परिमाण के साथ विभाजित कर सकते हैं और फिर हमें इकाई स्पर्श सदिशमिल जाएगा तोसबसे पहले हम 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ज्ञात करेंगे तोहम इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम दोनों तरफ डिफरेंसिएट कर देंगे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑟̇ 22𝑡𝑡 2 और फिर यहां से मैं 𝑟̇𝑡1 221 को ज्ञात कर सकता हूं और बेशक बिंदु P 𝑡 1 पर होगा और वह बिंदु P होगा अब अगला हम 𝑟̈ को ज्ञात करेंगे तो अब हम यहां पर सभी कुछ ज्ञात कर रहे हैं आइए हम 𝑟̈ 022𝑡 ज्ञात करें तो 𝑟̈𝑡1 022 और मैं यहां पर त्रिक डॉट ज्ञात कर सकता हूं आइए मुझे यहां पर इसे छोटा करके लिख लेने दीजिए तो𝑟⃛ 002 तो यह 𝑟̇ 𝑟̈ और 𝑟⃛ का 𝑡 1 पर मान है और बिंदु P 𝑡 1 पर 𝑃𝑥𝑡 1 𝑦𝑡 1 𝑧𝑡 1 𝑃21 1 3 है तो यह मेरा बिंदु P है t1 के लिए तो सबसे पहले हमसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण को ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है तोहमारे पास सारी सामग्रीतो अब हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण ज्ञात करने से शुरूआत करते हैं तोऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑏̂ 0 तो b असल में हमारा बाय नॉर्मल यूनिट बाय नॉर्मल है और रेक्टिफाइंग प्लेन यह 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑛̂ 0 है और नॉर्मल प्लेन यह 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑡̂ 0 है तोसबसे पहले हम स्पर्श को ज्ञात करने के काबिल बन चुके हैं तो हमारे यूनिट स्पर्श सदिश की मनचाही समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑡̂ 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 तो 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 या 𝑟̇ मूल रूप से 𝑡 1 पर यह 221 है तो वह 𝑡 1 पर या P पर स्पर्श सदिश चाहते हैं तो हम P पर लिख सकते हैं तो यह कुछ इस प्रकार है 𝑡̂ 221 √441 1 3 221 तो यह अंततः 1 3 221 है तो यह हमारा मन चाहा यूनिट स्पर्श सदिश है तो फिर यह हमारा P पर स्वेच्छित बाय नॉर्मल सदिश है तो इसे लिखने को रहने दीजिए क्योंकि दो उस सदिश के बराबर है जो 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है तो मैं यहां पर 1 विभाजन 2 लिख सकता हूं और बेशक मेरे पास एक यूनिट सदिश है तो यह 𝑏̂ 1 3 1 −22 होगा और P पर हमारा स्वेच्छित यूनिट प्रिंसिपल नॉरमल 𝑛̂ 𝑏̂ × 𝑡̂ है तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ज्ञात कर सकते हैं और यह हमें अंततः 1 3 −212 देगी तोहम अब यूनिट स्पर्श सदिश यूनिट बाय नॉरमल और यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल को ज्ञात करने के काबिल हो गए हैं तोअब हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण लिखने के लिए सब सामग्री है तो आइए इसे करते हैं तो सबसे पहले ऑस्कुलेटिंग प्लेन का समीकरण कुछ इस प्रकार है तो हमारे पास 𝑅⃗ −𝑟⃗ 𝑛̂ 0 ऑस्किलेटिंग प्लेन है तो ऑस्कुलेटिंग प्लेनके लिए हमें यहां पर असल में अपना 𝑏̂ बाय नॉर्मल चाहिए होगा तो बाय नॉर्मल असल में क्या है तो यह हमारा𝑋 𝑌 𝑍 − 21 1 3 1 −22 0 बाय नॉर्मल है तोमैं ऑस्किलेटिंग प्लेन पर 𝑋 𝑌 𝑍 कोई भी बिंदु चुन लेता हूं𝑟⃗ मूल रूप से एक स्थान सदिश है तो मैं यहां लिख सकता हूं 𝑋 − 2 𝑌 − 1 𝑍 − 1 3 1 −22 0

तोयह हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की मनचाही समीकरण है अगर आप चाहें तो आप इन सभी 𝑋 𝑌 𝑍 को एक तरफ रख सकते हैं और स्थाई को दूसरी तरफ तोहम समीकरण को थोड़ा सा सरल बना सकते हैं तो यह 𝑋 − 2𝑌 2𝑍 2 3 बन जाएगा मैं अभी यहां से नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत परंतु आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं या आप इसे यहां पर ही छोड़ सकते तो यह हमारी X Y Z के रूप में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की मनचाही समीकरण है आप यहां पर xyz भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह हमारा बड़ा Z है तो अगर आप चाहें तो आप छोटा x y z भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह पूरी तरह से सुरक्षित है तो इस तरह से हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण बताई अब आइए हम अपने अगले काम की और बढ़ते हैं जो कि इसकी समीकरण को ज्ञात करना है तो यह क्या है नॉर्मल तल का समीकरण तो नॉर्मल तल की समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑡̂ 0

तो अब यहां पर से देख सकते हैं कि यह करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तो यह हमारी नॉर्मल तल की समीकरण थी और अब आप छोटे x y z भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा काम जो हमें दिया गया है वह रेक्टिफाइंग प्लेन को ज्ञात करना एक प्लेन जो के 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है तोरेक्टिफाइंग प्लेन 𝑛̂ पर परपेंडिकुलर हैरेक्टिफाइंग प्लेन 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑛̂ 0 ⇒ 𝑋 𝑌 𝑍 − 21 1 3 1 3 221 0 ⇒ −2𝑋 − 2 𝑌 − 2 2 𝑍 − 1 3 0 तोअगर हम दोनों तरफ अंतर से गुना कर दे और फिर इसको सरलीकृत करें तो फिर आप रेक्टिफाइंग प्लेन की समीकरण को ज्ञात करने में सफल रहेंगे तो रेक्टिफाइंग प्लेन अगर मुझे एक ही बार देखना है तो रेक्टिफाईग प्लेन है डॉट 𝑛̂ तो आपने दी गई वक्र के लिए देखा जिसे कि हम एक घनक्षेत्र भी कह सकते हैं तो हम अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन की समीकरण को ज्ञात करने के काबिल बन चुके हैं जो कि मूल रूप से एक ऐसा तल है जो कि स्पर्श और नॉर्मल तल को शामिल किए हुए हैं और यह बाय नॉरमल पर परपेंडिकुलर है और फिर हम हमारी दी गई वक्र के लिए नॉर्मल तल को ज्ञात करेंगेजोकि मूल रूप से एक ऐसा तल है जोकि स्पर्श पर परपेंडिकुलर है और फिर हम रेक्टिफाइंग प्लेन को ज्ञात करेंगे जोकि एक ऐसा तल है जो कि 𝑡̂ और 𝑏̂ को शामिल किए हुए हैं और 𝑛̂ पर परपेंडिकुलर है तो हमें सिर्फ इन तीनों सदिशको ज्ञात करना होगा तो अगर हम स्पर्श सदिश जानते हैं तो हम आसानी से बाय नॉर्मल या नॉर्मल को ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यह सब आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और फिर ऑस्किलेटिंग प्लेन का समीकरण कुछ इस प्रकार होगा 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑡̂ 0 और फिर आपको सिर्फ t का मान भरना होगा और यह आपको स्वेच्छित ऑस्कुलेटिंग प्लेन देगा बिल्कुल उसी प्रकार से नॉर्मल तल भी इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है तो हमने सिर्फ P का मान भरा और फिर यह हमारी समीकरण है और बिल्कुल उसी तरह से रेक्टिफाइंग प्लेन की समीकरण होगी तो आप वक्र की लंबाई t से लेकर किसी भी बिंदु तक भी ज्ञात कर सकते हैं तोयह उदाहरण बस यही तक थी हम वक्र की लंबाई t0 से किसी भी बिंदु तक भी ज्ञात कर सकते हैं तो वक्र की लंबाई इसी समस्या के लिए t0 से किसी भी बिंदु तक मान लीजिए t से किसी बिंदु तक इस तरह से दी जा सकती है 𝐿 0t तो अब अगली कक्षा में हम इसी विषय से संबंधित कुछ और उदाहरणों पर काम करें तो आज की कक्षा में हमने वक्र की ऑस्किलेटिंग प्लेन नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन के बारे में जाना और हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर और हम वक्र की किसी बिंदु से दूरी को ज्ञात करने से शुरू करेंगे और मैं अब आपसे अगली कक्षा में मिलूंगा धन्यवाद